मानव संसाधन प्रबंधन के पाठ्यक्रम में पुनस्वागत है मैं आराधना मलिक हूँ मैं इस पाठ्यक्रम के साथ आपकी मदद करूँगी गत व्याख्यान में हमने कर्मचारी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की थी अब हम कर्मचारी कल्याण की ओर बढते हैं अब आप पूछेंगे क्या अंतर है कर्मचारी स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण में जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं हम संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में करते हैं आप जानते हो हम आपके सहजता और असहजता के बारे में बात कर रहे हैंऔर जब हम कल्याण के बारे में बात करते हैंतो हम स्वास्थ्य के सभी पहलू तथा आपका स्वास्थ्य ऐसा क्यों है इसके बारे में बात करते हैं आपको क्या स्वस्थ रखता है आपको क्या ठीक रखता है संगठन का संपूर्ण वातावरण तो चलिए इसके साथ चलते हैं कुछ स्रोत हैं जिनका मैंने संदर्भ लिया है पहला निश्चित ही कैसियो द्वारा लिखी पुस्तक है मैंने कुछ शोध पत्रों और पुस्तकों का भी यहां उल्लेख किया है कार्य स्थल स्वास्थ्य हम व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य individuals perspective से स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे अब हम संगठन के परिप्रेक्ष्य से स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कार्य स्थल में स्वस्थ होने का क्या मतलब है मैंने आपको तनाव शारीरिक तनाव के बारे में बताया साथ में इनसे कैसे निपटा जाए यह भी बताया जब हम नियोक्ता के परिप्रेक्ष्य से कार्य स्थल स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तब कार्य स्थल स्वास्थ में व्यक्तिगत विकास की परिस्थितियां प्रदान करना तथा कार्य स्थल में अवसरों के माध्यम से व्यक्तियों को उनका सर्वश्रेष्ठ हासिल करने की अनुमति प्रदान करना शामिल हैं इसीलिए नियोक्ता कहता है कि यदि हम सही तरीके से काम करने के लिए सारी आवश्यक वस्तुएँ देते हैं जैसे यदि हम आपको यथोचित प्रावधान प्रदान करें और आपके काम के माहौल को सुरक्षित रखते हैं तथा हम कार्य स्थल स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं जब हम कर्मचारी के परिपेक्ष से कार्य स्थल स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र में भावनात्मक कल्याण और खुशी के प्रभाव के बारे में कर्मचारी कहते है कि हम अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं कार्य स्थल को हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की देखरेख की आवश्यकता नहीं है मैं व्यायामशाला जिम जा सकता हूँ मैं पौष्टिक खाना खा सकता हूँ मुझे आवश्यकता है कि मेरा कार्य स्थल कार्य करने के लिए सुखद हो मेरी आवश्यकता है कि मेरा कार्य क्षेत्र मेरे कार्य की परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें मुझे कार्य करने में सहजता महसूस हो तब मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं संगठन के अपेक्षा से अधिक कार्य करूँ तब मैं अपना महत्व महसूस करता हूँ तो कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य से कर्मचारी स्वास्थ्य मे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का कार्य शारीरिक स्वास्थ्य के तुलना में अधिक है अच्छा भावनात्मक स्वास्थ्य एक सम्मान जनक स्थान पर काम करने से आता है जब हम अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं मैं वैसे जगह होना चाहती हूँ जहां मैं जो करूं उसका महत्व हो मैं ऐसे जगह पर होना चाहती हूँ जहां मेरे साथ उचित न्याय संगत व्यवहार हो जहां मैं और मेरे सह कर्मियों के साथ उचित न्याय संगत व्यवहार हो इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने नैतिकता नैतिक आचरण की बात की थी मैं अपनी योग्यता से अधिक की इच्छा नहीं रखती हूँ मैं अपनी योग्यता से कम की भी आशा नहीं करती हूँ और मेरे विचार को महत्व मिले आप जानते होमेरा मतलब यह है मैं चाहती हूँ जहां मैं काम करूँ वहां मेरे वरिष्ठ एवं अधीनस्थ कर्मचारी मेरे योगदान को महत्व दें और मेरा एक मनुष्य की तरह आदर करें यदि मैं महसूस करती हूँ कि मेरे साथ उचित न्याय संगत व्यवहार नहीं हुआ है यदि मैं महसूस करती हूँ मेरे सहकर्मी मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं यदि मैं महसूस करती हूँ कि मेरे सहकर्मी मुझे नीचा दिखा रहे हैं मैं ऊपर उठनाऊंचा पद नहीं चाहूँगी मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे किसी कुर्सी पद पर बिठाया जाए मैं नही चाहूँगी कि मुझे महान कहा जाए लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहूँगी कि लगातार बोला जाए कि मुझे कुछ नहीं आता है मैं नहीं चाहूँगी कि संगठन में जो कुछ भी गलत हो उसका दोष मुझ पर आए और मैं यह भी नहीं चाहूँगी कि मुझे किसी के लिए बलि का बकरा बनाया जाए तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कर्मचारी के परिपेक्ष से हम कार्य स्थल पर स्वास्थ्य की बात कर रहे होते हैं तो आवश्यक रूप से कार्य स्थल में भावनाओं के आदर भावनाओं का महत्व भावनात्मक रूप से सहजता महसूस करने की बात करते हैं कार्य स्थल स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक पहला कारक है सांगठनिक संस्कृति हम इसके बारे में कुछ मिनटों के बाद बात करेंगे हमारे पास कार्य स्थल स्वास्थ्य प्रचार कार्यक्रम भी है इसे WHP कार्यक्रम कहते है हमारे पास सुविधाएँ हैं डिक्शन स्विफ्ट और उनके सहयोगीयो ने एक शोध मुझे माफ कीजिए मुझे इसे यहां नहीं रखना है मुझे यह नहीं करना चाहिए फिर भी जब आपको यह पट्टीकास्लाइड मिलेगी आप etal शब्द देखेंगे डिक्शन स्विफ्ट और उनके सहयोगी ने यह किया और उन्होंने पाया कि 3 मुख्य कारक कार्य स्थल में कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं पहला है सांगठनिक संस्कृति आपके संगठन की संस्कृति क्या और कैसे है और मैं आपको दिखाउंगी कैसे यह कार्य स्थल में कर्मचारी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है दूसरा है प्रचार स्वास्थ्य प्रचार कार्यक्रम जो कर्मचारियों के लिए संगठन द्वारा चलाए जाते हैं और आपके पास कोनसी भौतिक सुविधाएं है आपका व्यापार क्या है आप जानते हैं आपके कर्मचारियों का प्रतिक्षालय बैठक विनोद कक्ष व्यायामशाला जिम टहलने का स्थान धूम्रपान का क्षेत्र मैं धूम्रपान का प्रचार नहीं कर रही हूँ धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन यहां ऐसे संगठन हैं जो धूम्रपान के आदी लोगो के लिए धूम्रपान कक्ष तक का प्रबंध किए हैं मैं इस संपूर्ण अवधारणा विचार से सहमत नहीं हूँ लेकिन यहां संगठन है जो ऐसा करते है इसीलिए इसके बारे में सूचना दे रही हूँ लेकिन पुन मैं अपने विद्यार्थियों से कहते रहती हूँ कि अपने फेफड़े मत जलाओ और यही परामर्श आपको भी दूंगी कृपया अपने फेफड़े मत जलाएं अपनी और अपने परिवार की ख्याल रखें जो कुछ भी हो छोड़ दें सांगठनिक संस्कृति और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव सांगठनिक संस्कृति हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है सांगठनिक संस्कृति का संदर्भसंबंध संगठन के सामाजिक व्यवस्था से हैं संगठन मे पारस्परिक संबंधों से हैं संगठन की कार्यप्रणाली कार्यप्रणाली कार्य अवधि के बारे में जो कहानियां प्रचारित की जाती है यह सभी मिलकर सांगठनिक संस्कृति की व्यवस्था बनाते हैं इसीलिए सांगठनिक संस्कृति के विभिन्न तत्वों और पहलुओं में पहला व्यक्तिगत संबंध है बहुत महत्वपूर्ण है मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण साझा करने की अनुमति लेना चाहूँगी मैं उस राज्य में रहती हूँ जो मेरे गृह राज्य से काफी दूर है इसीलिए शुरुआती समय में मुझे यहां भाषा कार्यप्रणाली तथा भोजन को लेकर संघर्ष करना पड़ा और इस जगह आप जानते हो हम संस्थान के परिसर कैंपस में रहते हैं जो 2200 एकड़ में फैला हुआ है और यहां लोग रहते हैं और आप जानते हैं हमारे यहां विद्यार्थी कर्मचारी और अध्यापकगण सभी एक ही परिसर कैंपस में रहते हैं और सभी लोगों की तरह मेरी भी कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और पारिवारिक परेशानियां हैं और लोग जिनको मैं पढ़ाती थी वे अनजान थे या जिन लोगों को पढ़ाती थी वे भिन्न थे मैं यहां अधिकांश लोगों से भिन्न थी प्रत्येक बार जब मैं विपत्ति के मध्य में होती थी यही सारे लोग मेरी सहायता के लिए आते थे यहां तक कि वे लोग जिनसे मेरा मेलजोल नहीं था तथा वे लोग जिनसे मेरा मतभेद था आप जानते हो वे लोग ही सबसे पहले सहायता के लिए आते थे जब मुझे सहायता आवश्यकता होती थी और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में यही सब कुछ है हम एक बृहत् परिवार हैं कुछ संगठन इसका प्रचार करते हैं कुछ नहीं करते हम सभी बिना किसी विकल्प के इस 2200 एकड़ के परिसर कैंपस रहते हैं हम बाजार जाते हैं हम वही चेहरे देखते हैं हम व्यायामशाला जिमजाते हैं उन्ही लोगों को देखते हैं आप जानते हो हमारे यहां पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच की सीमाएं बहुत धुंधली हो गई हैं और मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे लिए इतनी सारी सहायता और इस तरह की व्यवस्था है विशेष कर मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से आयी हूँ और बड़े शहरों में इस तरह का सौहार्द पाना कठिन है लेकिन आप जानते हो यही सारी बातें हैं व्यक्तिगत संबंधों के बारे में हमें बहुत उद्देश्य पूर्ण और बहुत पेशेवर तथा कार्य में व्यक्तिगत मित्रता नहीं करने को कहा जाता है मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ मैं आपसे कह रही हूँ यदि मुझे सामाजिक सहयोग नहीं होता तो मैं यहां बैठकर आपसे बात नहीं कर रही होती इसीलिए यह बेहद आवश्यक है कि संगठन ऐसे व्यक्तिगत मित्रता को फूलने फलने में मदद करें और आप जानते हैं इस परिसर कैंपस में मेरी कई बहने हैं कई भाई हैं और कई सारी चाचियां और बहुत सारे चाचा हैं इस परिसर कैंपस में बहुत सारे भतीजा तथा भतीजी हैं आप जानते हो हम बस एक हैं बृहत् परिवार हैं हम झगड़ा करते हैं हम बहस करते हैं लेकिन जब किसी को किसी चीज की आवश्यकता होती है हम एक साथ होते हैं और उसे व्यक्ति को टूटने नहीं देते और व्यक्तिगत संबंध सांगठनिक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है कुछ संगठन में यह अधिक स्पष्ट है दूसरे में नहीं पर यह एक हिस्सा है और यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य की मदद करता है हम में से बहुत सारे लोग अपने परिवारों से दूर रह रहे हैं आप जानते हो अचानक से कहीं भी स्वास्थ्य सुविधाएँ सीमित हैं मैं आपको खड़गपुर आने के लिए हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं कर रही हूँ आप जानते हो यहां हमारे पास अच्छी चीजें हैं और सुधार हो रहा है लेकिन इन सबके बावजूद हम सभी इसी परिसर कैंपस में हैं क्योंकि हमारे यहां बृहत् परिवार की संस्कृति है यह आश्चर्यजनक है यह अद्भुत है इसीलिए यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है हो सकता है आप तनाव महसूस करें हो सकता है आप उदास महसूस करें हो सकता है आप बहुत सारी चीजें महसूस करें लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं और आप ऐसी सहायता व्यवस्था को सहयोग के लिए आते देखते हैं अब आप कहते हैं वाह और आपका तनाव पिघल जाता है और आपका स्वास्थ्य सुधर जाता है तथा संगठन के लिए आपकी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है आप अधिक उत्पादक हो जाते हो और संगठन को लाभ होता है आपको लाभ और सभी लोग खुश होते हैं दूसरा है पुरस्कार आपके संगठन में पुरस्कार की कैसी व्यवस्था है पुरस्कार बहुत वस्तुगत एवं स्पर्शनीय होते हैं आपके पास अस्पर्शनीय पुरस्कार भी हो सकते हैं लेकिन जब हम पुरस्कार की बात करते हैं खास करके हम उन पुरस्कारों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्हें मापा जा सके तो संगठन के पास किस प्रकार की पुरस्कार की व्यवस्था है कुछ संगठनों में महीने का श्रेष्ठ कर्मचारी जैसी व्यवस्था होती है और वे आपका अभिनंदन करेंगे वह आपको पुरस्कृत करेंगे वे विभिन्न तरीकों से संगठन के लिए आपके अतिरिक्त प्रयासों का आभार प्रकट करेंगे कुछ संगठन यह आपको बोनस के रूप पर देंगे कुछ आपको यह अवकाश और दूसरे प्रकार के लाभ रूप के में देंगे कुछ या आपको एक सकारात्मक अनुशंसा के तौर पर एक प्रशिक्षण के रूप में वह देंगे जो आप पाना चाहते हैं इसीलिए यह सांगठनिक संस्कृति का हिस्सा बनाता है और जब तक आपको मिलने वाला पुरस्कार आपको संगठन के लिए दिए गए आपके योगदान के न्यायोचित महसूस होगा तब तक सभी खुश हैं इसीलिए इसे दृष्टिगोचर होने दिखने की आवश्यकता है कार्य स्थल में लचीलापन दूसरा है यह आपके काम पर आपकी नियंत्रण की मात्रा है जैसा कि मैंने आपको बताया है अगर आप नियम से चलने वाले हैं निर्देशों पर चलने वाले व्यक्ति हैं तब लचीलापन आपको भ्रमित कर सकता है लेकिन अगर आप स्वतंत्र विचारक हैं अगर आप हैं और आप जानते हैं दोनों के गुण हैं बहुत अधिक जोखिम भरे कार्यों के लिए हमें बहुत अधिक निर्देशों पर चलने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि जब तक आप चीजों को बहुत सटीक तरीके से नहीं करते हैं और जब तक किताबी तरीके से नहीं करते हैं तब तक आप वह नहीं कर सकते जिसकी आपसे अपेक्षा है रचनात्मक पेशो मे मैं कह सकती हूँ शिक्षा उच्च शिक्षा बहुत रचनात्मक पेशा है यह बहुत रचनात्मक पेशा हो सकता है अगर आप स्वतंत्र विचारक हैं तो काम का लचीलापन आपके लिए मददगार है इसीलिए कर्मचारियों की कार्य स्थल में आवश्यकता के अनुसार कार्य स्थल के साथ लचीला होने का विकल्प चाहे संसाधनों आपके कार्य अवधि या योगदान के आधार पर के संदर्भ में हो आप जानते हैं अगर आपको वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता हो तो आप निस्संदेह काम की मात्रा को आधार बनाएँगे लेकिन जो कुछ भी हो यदि वहां कुछ लचीलापन हो वह हमेशा मददगार होगा संप्रेषण अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संप्रेषण की सुगमता का अनुभव दूसरी बड़ी चीज है हमें अपने अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से बात करना इतना सहज या कठिन हैबहुत मददगार है अगर मुझे अपने अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से बात करने में सहजता महसूस होती है अगर मेरे अधीनस्थ कर्मचारी मुझसे बात करने में सहज महसूस करते हैं और यदि मेरे अधिकारी मेरे साथ उनके पास जाकर उनसे बात करने में सहजता महसूस करते हैं और मैं अपने अधिकारियों से सहज महसूस करता हूँ आप जानते हैं मैं सुरक्षित महसूस करूंगीमुझे महसूस होगा कि मैं अपने व्यक्तिगत सुखद आराम क्षेत्र में हूँ और मैं भावनात्मक रूप से स्वस्थ होंगी तथा मेरा संगठन में योगदान बढ़ जाएगा प्रबंधन सहयोग जब हम कोई नया कार्य लेते हैं या मैं जो कार्य करना चाहती हूँ उसमें मुझे मेरे अधिकारियों से कितनी सहायता मिलती है जब हम कुछ नया कार्य कर रहे होते हैं वास्तविक ग़लतियाँ होने की प्रवृत्ति अधिक होती है अब आप दंडित भी हो सकते हैंयह संगठन पर निर्भर है निश्चित ही यह संगठन के नुकसान की मात्रा पर निर्भर करता है जो आपकी गलती की वजह से हुआ है लेकिन यदि आपको अपनी ग़लतियों से सीखने की आजादी मिलेआप जानते हैं कि संगठन आपको बहुत अधिक दंडित नहीं करेगा तब आपकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती और तब आपकी प्रतिबद्धता संगठन के लिए काफी बढ़ जाती है आपके आगे बढ़ने के प्रयासों में आपको आपके अपेक्षित कार्य को करने में आपकी ईमानदारी पर प्रबंधन कितना विश्वास करता है प्रबंधन सहयोग का यही मतलब है वे आपकी कितनी मदद करते हैं आपके प्रशिक्षण के आवश्यक तत्वों के संदर्भ में संगठन के लक्ष्य के साथ आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों इत्यादि के संदर्भ में कार्य स्थल में कितना आराम सहज महसूस करते हैंइसका काम करने की जगह भौतिक स्थान बहुत बड़ा निर्धारक है निश्चय ही अलग अलग कार्यालयों में काम करने की जगह अलग अलग प्रकार की होती है उनके बैठने का स्थान भिन्न होता है लेकिन कार्यालय काम करने के लिए खुश नुमा होना चाहिए आप जानते हैं ये वो कारखाना नहीं है जहां आप अपने कार्य स्थल में जितना हो सके उतना आराम महसूस कर सके एक जगह बैठ कर काम कर सकें मेरा मतलब जहां तक संभव हो यदि आप एक वेल्डर हैं या आप कारखाने के कर्मशालाकार्यशाला में काम कर रहे है आप नुकीले किरचो चारों तरफ उड़ते हुए धातु के टुकड़ों गर्मी तथा धूल भारी उपकरण एवं भारी यंत्रों से आप बच नहीं सकते हैं और फिर भी अगर आपको सही उपकरण दिए जाएं तो आप सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं और यह आपकी भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाती है अगर आप कुछ काम स्वतंत्र पूर्वक करते हैंयह हमेशा से अच्छा होता है कि अगर बाहरी दुनिया से किसी प्रकार का घेरा हो इसका संदर्भ एक घनिया से हैजो आप की ऊंचाई से थोड़ा ऊंचा होता है इसीलिए अगर आपको अपने कार्य में केंद्रित होने की आवश्यकता हो तो यह आपको कुछ हद तक बाहरी दुनिया से अलग करता है आपका ध्यान यथासंभव कम भटके और आप अपने कार्य पर केंद्रित हो इसीलिए यह वास्तव में बहुत मददगार होता है आपका काम करने की जगहभौतिक स्थान कैसा है जैसे फर्नीचर एग्रोनॉमिक श्रमदक्षता शास्त्र संगठन के अंदर ये सभी आपको सहज एवं स्वस्थ महसूस करने में सहायक होते हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण है यह आपको बहुत साधारण लगे मगर यह सारी चीजें हममें बहुत अधिक फर्क पैदा करती है अगर मैं कार्यालय जाता हूँ और थका हुआ हूँ और कोई रास्ता है कि मैं अपने पैरों को ऊपर उठा सकता हूं और फिर बाकी दिनों के लिए काम करना जारी रखता हूं यदि मेरा कार्यालय मुझे पाँव ऊपर उठाने के लिए एक छोटी सी चौकी दे मैं कह रही हूँ यदि कुर्सी जिस पर बैठकर मुझे काम करना है तो आरामदायक हो मेरी उत्पादकता काफी बढ़ जाएगी मैं अपने कार्यालय से प्यार करूँगा आप जानते हैं आप के कार्यालय में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ध्यान भटकता हो और यदि आपको कैसे भी उन्हें दूर करने का विकल्प दिया जाए तो आपकी उत्पादकता काफी बढ़ जाएगी इसीलिए यह वास्तव में काफी अंतर पैदा करता है कार्य स्थल स्वास्थ्य प्रचार कार्यक्रम क्या है WHP कार्यक्रम यह किसी विशेष स्वास्थ्य विषय पर नियमित कार्य अवधि में कार्य में या कार्य से बाहर चलाए जाने वाले अतिरिक्त कार्यक्रम हैं इस प्रकार के कार्यक्रम के कुछ उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सूचना सत्र हो सकते हैं आपके पास हो सकता है स्वास्थ्यता कार्यक्रम चिकित्सा जांच प्रशिक्षण इत्यादि हो और यह सभी अतिरिक्त कार्यक्रम संगठन द्वारा आपके शारीरिक स्वास्थ्य प्रति जागरूक तथा उसे बनाए रखने के लिए चलाए जाते हैं और वह आपसे मानव संचालन के बारे में भी बात कर सकते हैं अगर आप भारी उपकरण का संचालन कर रहे हैं तो वे आपको कमर की चोटों से बचने के उपाय सिखा सकते हैं वे आपको जीने की कला सीख ला सकते हैं वे आपको तनाव से बचने के तरीकों को सिखा सकते हैं आप पिछले वीडियो का अंश दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर आप तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं जाइए अपने बांहों को फैलाएं एवं गहरी सांस लें और आप जानते हैं अपने हाथों को ऐसे निचोड़े इसीलिए कुछ इस प्रकार की सरल विश्राम तकनीकी आप को सिखाया जा सकता है यह सभी चीजें आपको कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा सिखाई जाती है कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभ ये आपकी खुशियां आत्मविश्वास कार्य संतुष्टि शारीरिक स्वास्थ्य कार्यशैली कार्यनीति स्वस्थ आचरण जैसे फलों और सब्जियों का अधिक सेवन में वृद्धि करता है यह आपको शराब का सेवन कम करने या धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है मैं स्वास्थ्य जीवन शैली का बड़ी प्रशंसक हूँ जो उत्साह और लाभ कर्मचारियों ने इन कल्याणकारी कार्यक्रमों से सृजित किया है उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को देने में ये मदद कर सकते हैं इसका एक तरह का दूरगामी प्रभाव है यह बस प्रसारित होता है आप वापस जाते हो अपने परिवार के सदस्यों से बात करते हो और शब्द का प्रसार होता है और आप सभी कुछ हद तककुछ ना कुछ काम करने लगते हो स्वास्थ्य एवं कल्याण और सहजता की ओर बहुत छोटे छोटे कदम लेना शुरु कर देते हो और परिणामस्वरूप आप कार्य बल में शामिल आपके परिवार के लोगों की उत्पादकता में सुधार लाते हैं इसीलिए अगर आप मानव संसाधन विभाग के व्यक्ति हैं तो संगठन में ऐसे कार्यक्रमों को शामिल करने की संभावना की तलाश करें मैं आपसे कह रही हूँ ये इतने मददगार है कि आपका संगठन इसके लिए आपको धन्यवाद करेगा और यह डिक्शन स्विफ्ट और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए वास्तविक शोध पर आधारित है इस विषय पर लिखे बहुत शोध पत्रों में यह एक पत्र है इसीलिए यह हवा में बात करने जैसी बात नहीं हैं कार्यस्थल स्वास्थ्य प्रचार कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता लोग उन कार्यक्रमों को पसंद करते हैं जो मुफ्त में होते हैं उन्हें कुछ भी देना नहीं पड़ता है लोग उन कार्यक्रमों को पसंद करते हैं जिनमें कामगारों की गोपनीयता बरकरार रहे बहुत सारे कार्यक्रमों में लोग अपने अतिसंवेदनशील पक्ष को प्रकट करने को प्रवृत्त होते हैं लोग अपने व्यक्तित्व के जो बहुत अच्छे पक्ष नहीं है उन्हें भी प्रकट करने को प्रवृत्त होते हैं यह काफी मददगार होता है वास्तव में यह अपेक्षा की जाती है कि संगठन इन तथ्यों को किसी और के सामने प्रकट नहीं करेगा आप जानते हैंइसीलिए लोग अपने सुधारने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं शायद किसी कार्यक्रम में कोई यह बताए कि उसे फल और सब्जी क्यों पसंद नहीं है जब मैं तनाव में होता हूँ तो मुझे बहुत भारी पदार्थ खाने की प्रवृत्ति होती है और मुझे ध्रुमपान की प्रवृत्ति होती है या शराब के सेवन की प्रवृत्ति होती है और तब उन्हें वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास सलाह या उपचार के लिए जाना पड़ता है और यदि यह बात फैलती है तब यह बहुत अच्छी बात नहीं है इसीलिए निश्चित तौर पर कार्यक्रम के अनुसार यथासंभव गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए यदि यह सामूहिक कार्यक्रम है तो गोपनीयता बरकरार रखना मुश्किल है यदि यह व्यक्तिगत कल्याणकारी कार्यक्रम है आपके पास कल्याणकारी दवाखाना है जहां लोग जा सकते हैं गोपनीयता बरकरार रखना संभव है इसीलिए इन कार्यक्रमों की स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर है कि किस हद तक गोपनीयता बरकरार रखी जा सकती है कार्यक्रम में भाग लेना आसान होना चाहिए हम इस बारे में बात करते हैं यदि कार्यक्रम ट्रामपॉलिन पर कूदने की हो तो आप जानते हो 30 साल 30 साल से 50 साल के बीच के लोगों के भागीदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं यह बड़ा मजेदार है मैं आपसे कह रही हूँ मैंने ऐसा किया है लेकिन तब कुछ लोगों को शर्म महसूस हो कुछ कुछ लोग करने में असमर्थ हो या उदाहरण के तौर पर आप 50 वर्ष के व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं कर कर सकते कि वह विश्वास की कूद का हिस्सा होगा उन्हें उपयुक्त होने की आवश्यकता है उन में हिस्सा लेना आसान होना चाहिए है मेरा मतलब यह भी है कि 50 वर्ष का व्यक्ति शारीरिक तौर पर इतना सक्षम ना हो कि वह भवन पर किनारे से चढ़ सके तो इस तरह की चीजें यद्यपि बहुत मददगार हैं फिर भी आप 50 साल के व्यक्ति जो बहुत लंबी दूरी चलने का अभ्यस्त ना हो से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह अचानक से एक दिन 5 किलोमीटर चलना शुरू कर देगा आप जानते हैं धीरे धीरे जब उनका शरीर गर्महो जाएंगे और उनका शरीर यह करने की अनुमति दे देगा वह ऐसा कर सकते हैं लेकिन इतनी जल्दी वह तेज चलने में हिस्सा लेंगे इसकी अपेक्षा आप नहीं कर सकते हो इनमें भाग लेना आसान होना चाहिए यह करने योग्य होने चाहिए इन्हें आनंददायक होने की आवश्यकता है कल्याणकारी कार्यक्रमों में लोगों को आनंद आने की आवश्यकता है आप बस यह नहीं कह सकते सकते हैं कि आप दिन में कितनी सिगरेट पीते हैं कृपया लिखें और फिर एक एक करके कम करते जाए प्रतिदिन आप कितने पकोड़े खाते हैं या होते हैं कृपया लिखें मेरा मतलब है दैनिक दिनचर्या बनाना एक उबाऊ काम है इसके बदले आप पूछ सकते हैं आप कौन सा फल पसंद करते हैं और व्यक्ति कहता है मैं खट्टे फलो से प्रेम करता हूँ खट्टे फल पसंद करता हूँ अच्छा इस जानकारी का हम क्या कर सकते हैं जैसे ही आप यह पूछते हैं उन्हें लगता है यहां हम कुछ अपने इच्छा से कर सकेंगे क्योंकि आपने शुरुआत उनके पसंद से की है कर्मचारियों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाते हैं कृपया भगवान के लिए इन कार्यक्रमों की शुरुआत लोगों के मूल्यांकन से ना करें आप जानते हो कृपया करके आप उनका मूल्यांकन शुरू ना करें या परखनानिर्णय लेना शुरू ना करें और यह ना कहे आपको बड़े मोटे हैं आप यह नहीं कर सकते हैं मैं मोटी हूँ मैं जानती हूँ लेकिन अगर आप मेरे मुंह पर कहोगे मैं पसंद नहीं करूँगी मुझे लगेगा कि आप मेरी भावनाओं को आहत करना चाहते हैं तो स्पष्ट है मैं ऐसे कार्यक्रम में आना पसंद नहीं करूँगी हां यह स्पष्ट है तो क्या मैं नहीं चाहूँगी खास करके ऐसे कार्यक्रमों में जिसमें मैं स्वेच्छा से आई हूँ हर दूसरा व्यक्ति मुझे यह बोलता रहे आप जानते हो ऐसी चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रम सामाजिक बनने का अवसर प्रदान करें उन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी कठिन हो जाती है जहां कर्मचारियों से अकेले कार्य करने की अपेक्षा की जाती है अगर उनके मित्र होंगे वे एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं यदि वे अधिक मित्र बनाएँगे और अच्छा होगा स्वास्थ्य और कल्याण ज्ञान इस कार्यक्रम से वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं मूल्य वर्धन होना चाहिए आप जानते हैं आप सिर्फ मनोविनोद के लिए भाग नहीं लिया है और इससे कुछ भी प्राप्त नहीं किया है और मैं एक बार आनंद लूँगा लेकिन बार बार नहीं करना चाहूँगा और उन्हीं लोगों के साथ समुद्र तट पर गेम खेलने जाऊँ और आप चारों तरफ दौड़े गाड़ी में जाएं नाचे और वापस आ जाए नहीं आप इसे कल्याणकारी कार्यक्रम आप कुछ ना कुछ अर्थ पूर्ण अपने साथ ले जाना चाहेंगे अभिप्रेरणा बढ़ाना है और इनमें लोगों की व्यक्तिगत कौशल की क्षमता बढ़ाने में मददगार होनी चाहिए लोग सप्ताह के अंत में होने वाले ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहते हैं सप्ताहांत नौकरी पेशा लोगों के परिवार के लिए बनी है सप्ताहांत लोगों के व्यक्तिगत कार्यों के लिए अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए होती है कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यालय द्वारा आयोजित कोई भी कार्यक्रम कार्य के रूप में देखा जाता है और लोगों को अपेक्षा होती है कि यह कार्य अवधि में ही आयोजित किए जाएं पुनः डिक्शन स्विफ्ट और उनके सहयोगियों के शोध के आधार पर मैं कह रही हूँउन्होंने पाया कि यह संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ हैं कार्यस्थल स्वास्थ्य प्रचार कार्यक्रमों में भागीदारी से रोकने वाले अभिलक्षणविशेषताएं लोगों को क्या पसंद नहीं है लोगों को वैसे कार्यक्रम पसंद नहीं है जिनमें बहुत अधिक विकल्प नहीं होते हैं उन्हें कुछ विकल्प चाहिए लोग कुछ चीजों को ग्रहण करनेपाने की क्षमता चाहते हैं और थोड़े चीज के लिए नहीं जाना चाहते इसीलिए उन्हें विकल्पों की बड़ी टोकरी चाहिए कर्मचारियों के भागीदारी के कम अवसर उन्हें ऐसे कार्यक्रम नहीं चाहिए जिनमें वह हिस्सा न ले सके और प्रबंधन के सहयोग की कमी चीजों के प्रवाह का निर्णय नहीं कर सकें प्रबंधन ऐसे कार्यक्रमों का सक्रिय रुप से प्रचार चाहिए उनके पर्यवेक्षक ऐसी स्थिति में हो कि कह सकें जाओ ऐसा करो नहीं तो वह बहुत असहज महसूस करेंगे उन्हें गलत समय पर आयोजित कार्यक्रम पसंद नहीं होते हैं पुनः आयोजन का समय बहुत महत्वपूर्ण है किसी को भी बैठकर उपदेश सुनना पसंद नहीं आता है मुझे मालूम नहीं लोग मानव संसाधन प्रबंधन के सिद्धांत के व्याख्यान के बाद व्याख्यान कैसे देखते हैं मुझे मालूम नहीं आप कैसे कर लेते हैं धन्य हैं आप लेकिन यह कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं है आपको सुनना पड़ेगा और परीक्षा में बैठना भी पड़ेगा लेकिन सिर्फ कल्पना कीजिए यदि कुछ आपके साथ स्वास्थ्य और कल्याणकारी परिस्थिति में किया जाए तो लोग इसे नहीं पसंद करेंगे उन्हें पसंद नहीं है सूचना का प्रावधान अगर किसी विशेष विषय को लक्ष्य ना किया गया हो उन्हें अनिश्चित कार्यक्रम नहीं पसंद है जो चारों तरफ बिखरा हो जो किसी विशेष दर्शक को लक्ष्य किया गया हो वह कार्यक्रम नहीं पसंद होते हैं वैसे कार्यक्रम पसंद है जो खास करके उनके लिए बनाए गए हो उन्हें वैसे कार्यक्रम नहीं पसंद होते हैं जो दोहराए जाते हैं उन्हें वैसे कार्यक्रम नहीं पसंद पसंद है जो बार बार एक ही चीज पर बल देते हैं एक या दो बार उचित है और शायद तीसरी बार ठीक है इसके बाद वह उबाऊ हो जाती है उन्हें ऐसे कार्यक्रम नहीं पसंद है जो सभी के लिए एक जैसी हो आपको मालूम है आपने भी वैसे ही कार्यक्रम में हिस्सा लिया है आप उच्च प्रबंधन को यही दिख लाते हो आप समान कार्यक्रम में हिस्सा लिया है आप नए नियुक्त कर्मचारियों को भी यही दिख लाते हो मेरा मतलब है यह बड़ा असहज है इसीलिए उन्हें आवश्यकता अनुसार तैयार किए गए कार्यक्रम पसंद है सुविधाएँ और कार्य स्थल पर स्वास्थ्य और कल्याण मैंने आपको बताया सुविधाओं में संगठन के संपत्ति का भौतिक पक्ष जैसे बड़ा कर्मचारी कक्ष क्लब विश्राम कक्ष भोजन कक्ष और नियोक्ता द्वारा अल्पाहार की व्यवस्था शामिल है चाय के लिए कमरा जहां चाय बनाने की सामग्री उपलब्ध हो संभवतः व्यायामशाला या क्रीड़ा कक्ष जहां भोजन अवकाश में लोग थोड़ा विश्राम कर सकते हो इसीलिए मैं आपको दो चीजें यहां दिखाना चाहती हूं कार्यस्थल में सुरक्षा स्वास्थ्य और वातावरण नियंत्रण करने वाले कानून कुछ चीजेंमैं आपको ये सब वेबसाइट दिखलाऊँगी यह वेबसाइट एक और ये सभी आप जानते हैं भारत में इसीलिए मैं सिर्फ आपको यह दिखाऊंगी यह बहुत अच्छा होने जा रहा है तो यह श्रम एवं नियोजन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट है आप इस वेबसाइट पर जाकर कार्य स्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य एवं वातावरण के बारे में पढ़ सकते हैं कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य और वातावरण से संबंधित राष्ट्रीय नीति है और आप यह नीति पढ़ सकते हैं दूसरी चीज जो मैं दिखलाना चाहती हूं निश्चित है यह मुख्य वेबसाइट है और यह नीति हमने आपको दिखलाया आप जानते होसरदाना द्वारा लिखित यहां एक बहुत ही अच्छा लेख इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के वेबसाइट पर उपलब्ध है तो मुझे यहां इसे दिखलाने दीजिए यह बहुत अच्छा लेख है और यह राष्ट्रीय नीति से अवगत कराता है और सरदानाने राष्ट्रीय नीति क्या है और यह किस पर बल देती है उसके बारे में लिखा है और आप इस लेख को पढ़ सकते हैं यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ लेख है और आप इसे समझने में सक्षम होंगे लेकिन मेरी सलाह है कि आप श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के वेबसाइट को पढ़ें और आपको बहुत अधिक जानकारी मिल सकती है कि कैसे सरकार के प्रस्ताव भारत में कार्य स्थल पर सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और हम अगली कक्षा कार्य स्थल में सुनियोजित गतिविधियों के बारे में चर्चा जारी रखेंगे तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद